नमस्कार तो इस सप्ताह में हम देखेंगे कि हम सर्किट एनालिसिस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म का उपयोग कैसे कर सकते हैं तो विस्तार में जाने से पहले हमें अपनी चर्चा शुरू करनी चाहिए पहले यह समझें कि हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में क्या चर्चा की तो मूल रूप से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक सिग्नल को टाइम डोमेन फ़ंक्शन द्वारा प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देता है जिसका एनालिसिस S डोमेन में किया जाता है तो मूल रूप से यदि आपके पास सिग्नल है जो टाइम डोमेन में कुछ फ़ंक्शन है जो एनालिसिस के लिए S डोमेन में दर्शाया जा सकता है अब लाप्लास के गुणधर्म और पिछली कक्षाओं में बुनियादी सामान्य कार्यों के लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर चर्चा की गई फिर हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर चर्चा की और हमने कहा कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पार्शियल फ्रैक्शन विस्तार का उपयोग करके या लाप्लास तकनीक का उपयोग करके पाया जा सकता है और फिर हमने इस बात पर भी चर्चा की कि रियल पोल एक्सपोनेंशियल कार्यों की ओर ले जाते हैं और जटिल पोल के कारण साइनसोइड्स की कमी होती है और हमने प्रारंभिक और फाइनल वैल्यू प्रमेयों पर भी चर्चा की जिसके माध्यम से हम सर्किट एनालिसिस के लिए आवश्यक प्रारंभिक और फाइनल स्थितियों का पता लगा सकते हैं तो ये प्रमुख बिंदु हैं जिन पर हमने चर्चा की जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे अब इस बारे में बात करते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का उपयोग करके हम सर्किट एनालिसिस कैसे करेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सर्किट के एनालिसिस के लिए सबसे अच्छी तकनीकों में से एक है इसमें तीन प्रमुख स्टेप शामिल हैं एक यह है कि आप सर्किट को टाइम डोमेन से s डोमेन में ट्रांसफॉर्म करते हैं इसका मतलब है कि आपके पास जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं वे सभी s डोमेन में बदल जाएंगे और फिर हम सर्किट एनालिसिस तकनीकों का उपयोग करके सर्किट को हल करेंगे जिन पर हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी जो नोडल एनालिसिस मेष एनालिसिस जैसे हैं या सोर्स ट्रांसफॉर्म सुपरपोजिशन या किसी भी सर्किट एनालिसिस तकनीक हो सकते हैं जिन पर हमने चर्चा की है इसमें आपके थेवेनिन और नॉर्टन के समकक्ष भी शामिल हैं दूसरा स्टेप यह होगा कि हमने जो भी सर्किट s डोमेन में बनाया है हम सर्किट एनालिसिस तकनीक का उपयोग करके s डोमेन में सर्किट को हल करेंगे और अंत में जब हमें s डोमेन में उत्तर मिलेगा तो हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का उपयोग करेंगे और अंत में हम टाइम डोमेन में समाधान प्राप्त करेंगे जब हम सर्किट एनालिसिस करते हैं तो ये तीन प्रमुख स्टेप होते हैं तो पहली बात जो हमें समझनी है वह यह है कि हम विभिन्न सर्किट एलिमेंट को टाइम डोमेन से s डोमेन में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं आइए हम पहले उन तीन प्रमुख एलिमेंट को देखें जो हमारे सर्किट में आम तौर पर होते हैं जो रेजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं हम तीन एलिमेंट को s डोमेन में कैसे बदल सकते हैं टाइम डोमेन में वोल्टेज करंट रेजिस्टर संबंध के लिए हम जानते हैं कि यह ओम लॉ के अनुसार v iR द्वारा दिया गया है अब यदि आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लेते हैं तो हमें टाइम डोमेन समीकरण को s डोमेन में परिवर्तित होने में मदद मिलती है तो बन जाएगा एक कांस्टेंट है और कोई बदलाव नहीं है और इसे में बदल दिया जाएगा यह तब मिलता है जब हम रेसिस्टर को फ़्रीक्वेंसी s डोमेन में बदलते हैं अब इंडक्टर के रूप में हम जानते हैं कि वोल्टेज इंडक्टर इस समीकरण द्वारा दिया जा सकता है कि है अब हम टाइम डिफ्रेंशएशन तकनीक का उपयोग करेंगे जिस पर हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी जब हम लाप्लास के विभिन्न गुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे हम इस टाइम के डोमेन समीकरण को लैप्लस डोमेन में इंडक्टर के लिए परिवर्तित कर देंगे जो कि s डोमेन है तो बन जाएगा अब L एक स्थिर मात्रा के रूप में समान रहेगा लेकिन के मामले में हम टाइम डिफ्रेंशएशन तकनीक का उपयोग करेंगे तो हम के रूप में का लैप्लस ट्रांसफॉर्म प्राप्त करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इंडक्टर वोल्टेज के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को द्वारा दिया जा सकता है तो यह हमें अगले डोमेन में मिलता है कि सर्किट में उस समीकरण का प्रदर्शन कैसे करें हम जानते हैं कि यदि आपके पास है तो आप उसी समीकरण की मदद से करंट के वैल्यू की गणना भी कर सकते हैं तो आप समीकरण को इस तरह से पुनर्व्यवस्थित करेंगे कि आपको मिले तो अब हमारे पास इंडक्टर वोल्टेज है और साथ ही s डोमेन में इंडक्टर वोल्टेज भी है अब हम इन समीकरणों को एक समतुल्य सर्किट में परिवर्तित करेंगे तो यदि आप टाइम डोमेन में देखते हैं कि हमारे पास एक इंडक्टर है जो किसी भी टाइम को किसी भी टाइम t के साथ ले जा रहा है जैसा कि i 0 पर है और इंडक्टर के पार वोल्टेज v किसी भी टाइम t पर है तो यह इंडक्टर वोल्टेज और करंट का टाइम डोमेन प्रदर्शन है अब अगर हमें उन्हें s डोमेन में बदलना है तो और हो जाएगा अब इंडक्टर के लिए हम क्या करेंगे हम जानते हैं कि माइनस साइन का प्रदर्शन करने के लिए काल्पनिक वोल्टेज सोर्स की पोलेरिटी है जो कि इंडक्टर के लिए प्रारंभिक स्थिति का प्रदर्शन करेगा t टाइम 0 के बराबर है और पोलेरिटी विपरीत होगी तो इंडक्टर के लिए s डोमेन में वोल्टेज के लिए समीकरण बन जाएगा कि वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में इंडक्टर 1 के बराबर है है जो 0 पर I इन्टू l और शीर्ष पर नेगेटिव पोलेरिटी और तल में पॉज़िटिव है तो आप यह देख सकते हैं कि हम उस समीकरण का प्रदर्शन करेंगे जो हमने व्युत्पन्न किया था जबकि हम टाइम डोमेन को s डोमेन में बदल रहे थे इसी तरह करंट के लिए अब आप जानते हैं कि यदि प्रारंभ में वोल्टेज को s के डोमेन में के रूप में दर्शाया जाएगा और इसी तरह इसे के रूप में दर्शाया जाएगा अब यदि आप इस समीकरण को देखते हैं तो इससे आप देख सकते हैं कि करंट को ट्रांसफॉर्म किया गया है इसे दो भागों में विभाजित किया गया है इसलिए हम उस समीकरण का उपयोग उस समतुल्य सर्किट का पता लगाने के लिए करेंगे जिस स्थिति में हम करंट का पता लगाना चाहते हैं तो पहले वैल्यू से जो हमें मिलता है वह है तो यह एक मौजूदा सोर्स का वैल्यू होगा जो प्रारंभिक स्थिति का प्रदर्शन करेगा जो इंडक्टर के माध्यम से प्रारंभिक करंट है तो दिशा नीचे की ओर होगी क्योंकि यह पॉज़िटिव है तो करंटआपको काल्पनिक करंट सोर्स के लिए एक ही दिशा देगा जो कि आप इंडक्टर के माध्यम से करंट की करंट स्थिति का प्रदर्शन करने वाले फ़ॉर्म को जोड़ देंगे अब इंडक्टर के माध्यम से बहने वाले करंट के वैल्यू तो यह के अलावा कुछ नहीं होगा तो इसका मतलब है कि इंडक्टर का यह मान होगा तो इस तरह हम वोल्टेज के रूप में या करंट के रूप में इंडक्टर का प्रदर्शन कर सकते हैं जब भी आप सर्किट समीकरण को ले कर रहे हों तो ये आवश्यक हैं इसका उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ का उपयोग कर रहे होते हैं और इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब आप सर्किट को परिवर्तित करने के लिए किरचॉफ करंट लॉ का उपयोग कर रहे हों अब आगे हम कपैसिटर के बारे में बात करते हैं तो कपैसिटर के मामले में हम जानते हैं कि किसी भी टाइम t करंट को के द्वारा दिया जा सकता है तो टाइम डोमेन में समीकरण का उपयोग करके हम इसे s डोमेन में बदल देंगे जब हम इसे s डोमेन में बदलेंगे तो यह बन जाएगा अब उसी तरह यदि आप पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो यह समीकरण या वोल्टेज के संदर्भ में यह अभिव्यक्ति तो ये दोनों s डोमेन में कैपेसिटर के लिए गवर्निंग समीकरण होंगे तो हम प्रदर्शन कर सकते हैं जैसा कि हमने इंडक्टर के मामले में किया था हम कपैसिटर के मामले में भी कर सकते हैं और सर्किट में इन दो समीकरणों का प्रदर्शन कर सकते हैं तो देखते हैं कि हम s डोमेन में कैपेसिटर के समकक्षों का प्रदर्शन कैसे करेंगे तो यह टाइम डोमेन में कपैसिटर के समान बराबर समतुल्य प्रदर्शन है जहाँ आपके पास कपैसिटर के रूप में वोल्टेज है में प्रारंभिक वोल्टेज है अब जब हमें कपैसिटर में वोल्टेज s डोमेन में पता लगाने के लिए कहा जाता है तो हम इस समीकरण का उपयोग करेंगे और आप बस यह देख सकते हैं कि इसमें दो पद हैं और दोनों तब से हैं जब तक वोल्टेज है दोनों ही पद एक हो सकते हैं वोल्टेज की शर्तें और चूंकि यह एक पॉज़िटिव है इसका मतलब है कि एक पॉज़िटिव वोल्टेज सोर्स जो शीर्ष पर अधिक पोलेरिटी है और तल पर नेगेटिव वैल्यू होगा तो यह काल्पनिक वोल्टेज सोर्स होगा जो टाइम t पर v 0 के बराबर है s जो उस प्रारंभिक स्थिति का प्रदर्शन करेगा जो कि उस टाइम कपैसिटर में वोल्टेज 0 के बराबर है अब यहाँ कपैसिटर का मान होगा क्योंकि जब आप कहते हैं कि विद्युत करंट प्रवाहित हो रही है तो कपैसिटर के पार होगी और साथ ही वोल्टेज v0 जो कि टाइम t पर 0 के बराबर होगा s से और जब आप योग करेंगे तो आपको s डोमेन में v पर वैल्यू मिलेगा तो यह तब आवश्यक होगा जब आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लागू करने के लिए कर रहे हों अब आगे आप इन दो पदों के संदर्भ में करंट का प्रदर्शन भी कर सकते हैं जब आप ये दो पद इन करंट शर्तों के अलावा कुछ नहीं हैं क्योंकि यह करंट है इसे दो भागों में विभाजित किया गया है तो जब हम इसे सर्किट में दर्शाते हैं तो पहला पद आप पर देखेंगे और जब आप को से विभाजित करेंगे तो आपको मिलेगा जो करंट के अलावा कुछ नहीं होगा सर्किट के इस लेग के माध्यम से अगला C इन्टू V है t 0 फिर से एक करंट पद है जो एक स्थिर मान है क्योंकि यह टाइम t 0 पर कपैसिटर में वोल्टेज का प्रदर्शन करेगा और यह एक नेगेटिव साइन है जो करंट की दिशा के विपरीत होगा करंट की दिशा तो इसमें आप Is के लिए समान रूप से समीकरण का प्रदर्शन कर सकते हैं और जब भी आप सर्किट को किरचॉफ करंट लॉ की मदद से एनालिसिस करने के लिए देखते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं तो इन वोल्टेज और करंट समीकरणों को आप अपनी सुविधा के अनुसार सर्किट को हल करने के लिए जब भी आवश्यक हो उपयोग कर सकते हैं अब इन समीकरणों से हम मानते हैं कि प्रारंभिक परिस्थितियाँ अब ट्रांसफॉर्म का हिस्सा हैं तो हमें इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हम s डोमेन में प्रारंभिक स्थितियों के साथ कैसे शामिल करेंगे क्योंकि s डोमेन समीकरण प्रारंभिक स्थितियों का भी ध्यान रखते हैं अब यह सर्किट एनालिसिस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म का उपयोग करने के सबसे बड़े लाभों में से एक है अब एक और लाभ यह है कि यह आपको पूरी रेस्पॉन्स देगा जिसमें सर्किट की ट्रांसिएंट और स्टैडी स्टेट रेस्पॉन्स शामिल होगी तो यदि आपको याद है कि जब हम शायद फर्स्ट आर्डर के स्टेप रेस्पॉन्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो दूसरे क्रम का सर्किट हमने परिणाम को प्राकृतिक रेस्पॉन्स और फर्स्ट रेस्पॉन्स में बदल दिया और दोनों रेस्पॉन्स को अलग अलग पाया और आखिरकार हम फाइनल रेस्पॉन्स प्राप्त करने के लिए योग करते हैं लेकिन इस मामले में हमें अलग से दो समाधानों का एनालिसिस करने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और फिर संक्षिप्त करें क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का उपयोग करके सर्किट एनालिसिस सीधे आपको सर्किट की पूरी रेस्पॉन्स देगा अब यदि आप इन दोनों समीकरणों को बारीकी से देखते हैं जो कि है और है जब आप निरीक्षण करते हैं तब आप डुअलिटी की पुष्टि कर सकते हैं क्योंकि यदि आप दोनों समीकरणों को देखते हैं तो आप देखेंगे कि L C का डुअल है यह का डुअल है और करंट का डुअल है तो ये डुअल जोड़ी बनाते हैं अब जब हम s डोमेन में इम्पीडेन्स के बारे में बात करते हैं तो इम्पीडेन्स कुछ भी नहीं लेकिन वोल्टेज लाप्लास का अनुपात बदल जाता है और करंट लाप्लास शून्य प्रारंभिक परिस्थितियों में बदल जाता है तो हम इम्पीडेन्स लिख सकते हैं तो इन तीन सर्किट एलिमेंट के इम्पीडेन्स जिस पर हमने चर्चा की रेजिस्टेंस के लिए बन जाएगा इंडक्टिव के लिए कपैसिटर के लिए होगा अब यदि आप एडमिटन्स को ढूंढना चाहते हैं तो एडमिटन्स इम्पीडेन्स का पारस्परिक होगा तो यदि आप चाहते हैं कि है तो के मामले में पता लगाना चाहिए और इसी तरह इनडक्टर और कैपेसिटर के इनवर्स जैसे कंडक्टैंस वैल्यू में परिवर्तन होगा अब सर्किट एनालिसिस में लाप्लास का उपयोग विभिन्न सिग्नल सोर्सों के उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा तो इम्पल्स रेस्पॉन्स स्टेप रेस्पॉन्स रैंप और एक्सपोनेंशियल सोर्स रेस्पॉन्स की तरह सर्किट का एनालिसिस करने के लिए उपयोग किया जा सकता है तो अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं ताकि हम समझ सकें कि हम सर्किट एलिमेंट और उनके लाप्लास को समग्र सर्किट एनालिसिस में कैसे बदलेंगे आइए एक उदाहरण लेते हैं जहां हमें इंडक्टर में का पता लगाने की आवश्यकता होती है और हम यह मानते हैं कि कपैसिटर में इंडक्टर या प्रारंभिक वोल्टेज के माध्यम से कोई प्रारंभिक करंट नहीं है तो इसमें 0 प्रारंभिक स्थिति होगी अब हमें पहले क्या करना चाहिए सबसे पहले हमें टाइम डोमेन से सर्किट को S डोमेन में बदलना है तो सोर्स जो यूनिट स्टेप फ़ंक्शन है जब आप S डोमेन में परिवर्तित हो जाएंगे तो यह हो जाएगा इंडक्टर बन जाएगा और का मान 1 है तो यह s बन जाएगा फैराड कैपेसिटर का मान s डोमेन में के रूप में होगा तो अब हमारे पास s डोमेन में ये सभी एलिमेंट मौजूद हैं हम अब s डोमेन में इस सर्किट का प्रदर्शन कर सकते हैं तो सोर्स अब हो जाएगा रेजिस्टेंसों में कोई बदलाव नहीं होगा तो ये समान रहेंगे कैपेसिटर अब हो गया है और इंडक्टर बन गया है और हमें डोमेन में इंडक्टर में पहले वोल्टेज का पता लगाना होगा और फिर हम इसे टाइम डोमेन में बदल देंगे अब यदि आप सर्किट को देखते हैं तो आप मेष एनालिसिस का उपयोग कर सकते हैं तो हम कहते हैं कि करंट पहले लूप में है लूप 2 में है मेष 1 के लिए आप समीकरण लिख सकते हैं मेष 2 के लिए क्या होगा आप सभी इम्पीडेन्स को जोड़ देंगे ताकि यह बन जाए के लिए आपको मिलेंगे और तब से कपैसिटर के लिए के विपरीत दिशा में है आपको कपैसिटर के लिए एक और पद मिलेगा जो कि है तो अब जब आप इसे सरल करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा अब यदि आप सरल करते हैं अब इसका परिणाम करने के लिए आप स्क्वायर तकनीक बनाने का उपयोग करेंगे तो आप पहले इन पदों का स्क्वायर बनाएँगे तो यह बन जाएगा अब न्यूमेरटर में आप से गुणा कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में आपके पास हो सकते हैं तो यदि आप इस कॉम्पोनेन्ट को देखते हैं तो आप क्या देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि यह कुछ भी नहीं है बल्कि का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है तो इसके साथ आपको प्रारंभ में वोल्टेज की रेस्पॉन्स मिलेगी अब हम एक और मामला देखते हैं जब आपके पास प्रारंभिक स्थिति होती है जो कपैसिटर में वोल्टेज होती है और मान 5 वोल्ट होता है हम पहले सर्किट को S डोमेन में बदल देंगे लेकिन हमें पहले यह देखना होगा कि जो प्रारंभिक स्थिति दी गई है उसमें करंट सोर्स होगा क्योंकि अगर आप देखते हैं कि ये सभी समानांतर में जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि किरचॉफ का करंट लॉ सबसे उपयुक्त विकल्प होगा तो अब जब आप किरचॉफ के करंट लॉ को देखते हैं तो आपको इस कपैसिटर को समतुल्य डोमेन में बदलना होगा तो अब यह विशेष पद में बदल जाएगा और समानांतर में आपके पास का करंट सोर्स वैल्यू होगा को 5 वोल्ट के रूप में दिया जाता है C को 01 F दिया जाता है तो अब इस विशेष सर्किट का उपयोग करके आप S डोमेन में पूरा सर्किट बदल सकते हैं तो यह s डोमेन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है यूनिट स्टेप फ़ंक्शन को एक्सपोनेंशियल माध्यम से गुणा किया जाता है जिससे टाइम शिफ्ट हो रहे हैं तो वोल्टेज सोर्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और फिर रेजिस्टेंस समान रहेगा कपैसिटर अब में परिवर्तित हो जाएगा और समानांतर चौड़ाई में आपके पास एक करंट सोर्स होगा जिसका मान 05 एम्पीयर है क्योंकि यह प्रारंभिक स्थिति का प्रदर्शन करेगा और फिर आपके पास करंट सोर्स है जिसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बदलने पर 2 एम्पीयर बन जाएंगे अब आपको क्या करना है आपको शीर्ष नोड पर किरचॉफ करंट लॉ लागू करना होगा तो आप देखेंगे कि 1 2 और 3 करंट हैं जो नोड के अंदर जा रही हैं और 2 नोड से बाहर आ रही हैं तो जब आप इनकमिंग और आउटगोइंग करंट को संकलित करते हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं यहां आउटगोइंग करंट है और यहां आउटगोइंग करंट होगा अब यदि आप दोनों पक्षों को 10 से गुणा करते हैं और पुनर्व्यवस्थित करेंगे जब आप परिणाम करते हैं तो आप का मान प्राप्त कर सकते हैं यह आसानी से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के संदर्भ में लिखा जा सकता है जो आपको मिलेगा तो अब इसके साथ हम अपने आज के सत्र को बंद कर सकते हैं तो इसमें हमने विभिन्न सर्किट एलिमेंट के बारे में चर्चा की और आप उन्हें लैप्लस में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अब हम अगली कक्षा में ट्रांसफर फंक्शन के बारे में बात करेंगे धन्यवाद